स्वागत है आप सभी का तो हम आज आपने व्याख्यान में चर्चा करेंगे मेज़रमेंट के बारे मे तो हमने आपने पुराने व्याख्यान में मेज़रमेंट के वर्गीकरण के संबंध में चर्चा की थी हमने मेज़रमेंट की एक्यूरेसी के सिद्धांत को कैसे यह सिद्धांत विकसित करते है कैसे हम इनकी गणना कर सकते है और गणना करने के कौन कौन से तरीके हो सकते है समझा था हमने यह भी समझा था की ट्रू वैल्यू मेज़रमेंट के परिणाम में कैसे प्राप्त किया जा सकता है मेरे पास कुछ एरर है यह एरर अंतर निर्धारण या कुछ अनुमान लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है तो यह अंतर निर्धारण मेज़रमेंट परिणाम एरर पर आधारित है जो हमे ये व्याख्यान करता है की हमारा परिणाम कितना सही है आगे है वैध मेज़रमेंट ये बहुत महत्वपूर्ण है की मेज़रमेंट वैध हो हम इसकी एक्यूरेसी और प्रिसिशन के साथ तुलना कर सकते है जैसा की हमे पहले ही डॉक्टर रामकुमार ने बताया था जो डेटा या रीडिंग या ऑब्जर्वेशन हमने प्राप्त किये है या हमे प्राप्त हो सकते है उनका कार्य करने के लिए वैध होना जरुरी है तो हम मुख्य प्रकार के एरर के साथ साथ सिस्टेमेटिक एरर और रैंडम एरर को भी समझेंगे परन्तु इससे पहले मैं आपके साथ वैध मेज़रमेंट के बारे में चर्चा करुँगा जैसा की हम देख सकते है की इस मैट्रिक्स में 4 मेज़रमेंट है उत्तम परिणाम वह होगा जब यह बिल्कुल केंद्र में लगेगा मैं चतुर्थांश सांख्य 4 पर हूँ आप देख सकते है की यह चतुर्थांश सांख्य 1 2 3 और 4 है पहले चतुर्थांश में सभी परिणाम बिखरें हुए है इसलिए यह विश्वसनीय नहीं है चाहे हमने कोई भी उपकरण या हमने जो कुछ भी ऑब्जर्वेशन किया हो क्योकि सभी बिखरें हुए परिणामो में अनियमित है जैसा की यह बिखरें हुए परिणाम अनियमित है परन्तु यह हमारे लिए स्वीकार्य होंगे क्योकि यह सभी लक्ष्य के अंतर्गत आ रहे है इसीलिए ये एक वैध मेज़रमेंट है अतः चतुर्थांश सांख्य 2 में ये अविश्वसनीय और अवैध है देखिए अगर मैं इन सभी बिन्दुओ के केंद्र से दुरी जो की a b c d ऐसे दी गयी है का औसत या मीन लेता हूँ तो अंतिम परिणाम यह होगा इस औसत को हम सांख्यिकीय में मीन कहते है आप जानते है की अगर मैं इस दिशा को पॉजिटिव दिशा और इस को नेगेटिव दिशा और ऐसे ही इसको पॉजिटिव और इसे नेगेटिव मान लेता हूँ तो क्या होगा मान लेते है की इस बिंदु की ये दुरी इस बिंदु की दुरी को निष्क्रिय कर देगी ये बिंदु इस बिंदु को लगभग निष्क्रिय कर देगा इसलिए इन सभी पॉजिटिव व नेगेटिव सभी की औसत या मीन अगर हम लेते है तो यह 0 आएगी 0 का अर्थ है बिलकुल केंद्र पर इसलिए यह डेटा इस तरह की जानकारी है जो कुछ हद तक वैध है जबकि यह जानकारी जो की चतुर्थांश 2 से प्राप्त होती है अविश्वसनीय और अवैध है परन्तु चतुर्थांश 3 के इस हिस्से में यह विश्वसनीय है क्योकि यहाँ पर डेटा बहुत ही समीप है और चतुर्थांश सांख्य 4 में डेटा विश्वसनीय और वैध है इस का कारण है की सभी ऑब्जर्वेशन केंद्र के समीप या केंद्र पर ही है अब अगर मैं प्रिसिशन व एक्यूरेसी के बारे में बात करू आप बहुत अच्छे से देख सकते है की यह सटीक है यह वास्तव में सटीक और प्रेसीसेड précised है जबकि यह प्रेसीसेड précised है और सटीक नहीं है तो यह प्रेसीसेड précised नहीं है लेकिन यह सटीक है तो यह है एक्यूरेसी की वास्तविक परिभाषा जब हम एक्यूरेसी की बात करते है तो हमे सम्पूर्ण डेटा का पता होना चाहिए की क्या डेटा बिखरा हुआ है अगर हाँ तो हम उस पर ओर काम कर सकते है अतः इस तरह के एरर को रैंडम एरर कहते है हम रैंडम एरर पर काम कर रहे है आंकड़े जो कुछ भी हो हम रैंडम एरर पर काम करेंगे न की सिस्टेमेटिक एरर पर चतुर्थांश सांख्य 3 में जो एरर है वह सिस्टेमेटिक एरर का प्रारूप है मान चाहे कुछ भी हो सिस्टेमेटिक एरर वो सब दायीं तरफ है अगर कोई इस को लक्षित कर बाईं ओर 45 डिग्री से नीचे आता है तो वह केंद्र पर होगा तो यह दूरी हमारा पूर्वाग्रह है लेकिन यहाँ हम चतुर्थांश सांख्य 2 में ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि ये प्रेसीसेड नहीं हैं तो डेटा को वैध होना चाहिए आगे हम एक और मेज़रमेंट विधि के बारे में चर्चा करेंगे यह मेज़रमेंट दो प्रकार के है लीनियर व स्टेबल लीनियर मेज़रमेंट विधि प्रणाली उस मेज़रमेंट विधि प्रणाली को कहा जाता है यदि उसका कोई पूर्वाग्रह नहीं है या उसका पूर्वाग्रह मेंअसुरंड में स्थिर है स्टेबल मेज़रमेंट प्रणाली मेज़रमेंट विधि की वह प्रणाली है जिसमें प्रिसिशन और किसी भी मेंअसुरंड का समय के साथ पूर्वाग्रह स्थिर हो तो क्या आप कृपया देख सकते हैं कि यहाँ लीनियर मेज़रमेंट क्या है आप परिभाषा का इस्तेमाल कर सकते हो मुझे लगता है की ये लीनियर है यहाँ इसका कोई पूर्वाग्रह नहीं है यहाँ पूर्वाग्रह स्थिर है इसलिए ज्यादातर हम काम करेंगे इस तरह के डेटा पर जो डेटा अविश्वसनीय है लेकिन वैध है तो इस तरह का डेटा ज्यादातर चतुर्थांश सांख्य 1 से प्राप्त होता है और सांख्यिकीय अनुमान प्राप्त करने के लिए हम इस तरह के डेटा पर काम करेंगे अब बात करते है अनिश्चितताअनसर्टेनिटी की अनसर्टेनिटी एरर के सामान होती है जब हम बात करते है मेज़रमेंट में एरर की जो आँकड़ों में बराबर होते है उनको हम अनसर्टेनिटी या फिर एरर भी कहते है मैं यहाँ इसे परस्पर प्रयोग कर सकता हूँ तथापि एरर और अनसर्टेनिटी के बीच अंतर है कभी कभी एरर शब्द को गलतियों की जगह भी इस्तेमाल किया जाता है लेकिन इस संदर्भ में इस विशिष्ट मॉड्यूल जिसमें हम काम कर रहे है जब हम एरर के बारे में बात करेंगे तो एरर गलतियों को नहीं कहेगे बल्कि केवल अनसर्टेनिटी को कहेगे कि परिणाम निश्चित नहीं हैं और समझेंगे की इस का क्या कारण है क्या हम इसे किसी तरह ठीक कर सकते हैं हम इसे देखने की कोशिश करेंगे तो अनसर्टेनिटी एरर का अनुमान होता है इस में दोनों पूर्वाग्रह और प्रिसिशन एरर शामिल होते है हमे उपकरण के सभी संभावित महतवपूर्ण एरर को पहचानना होगा यहाँ संभावित महत्वपूर्ण से अर्थ है की जिसका कुछ प्रभाव पड़ता हो या जो कुछ प्रभाव छोड़ता हो क्या इससे कोई बदलाव आता है और क्या ये बदलाव महत्वपूर्ण है या नहीं अगर एरर महत्वपूर्ण हैतो हमे उस पर काम करना होगा और अगर वे महत्वपूर्ण नहीं है तो हम उनको नज़रअंदाज़ कर सकते है कुछ ऐसे भी एरर होते है जो उपकरण के कारण नहीं होते इस तरह के एरर को हम नॉइज़ कहते है हमने सिग्नल नॉइज़ अनुपात की वयाख्य की थी ये ऐसे बाहरी कारक होते है जिनको हम नियंत्रित नहीं कर सकते हम उन कारको को नियंत्रित करते है जो हमारे क्षेत्र या प्रयोगिक व्यवस्था में हो जोकि ध्वनि करक है ध्वनि नॉइज़ अनुपात हम इसमें ले सकते है और इस पर काम भी कर सकते है तो अनसर्टेनिटी एरर का अनुमान है और इसे उपकरणों के सभी संभावित महत्वपूर्ण एरर के लिए पहचाना जाता है सभी मेज़रमेंट 3 भागों में दिए जाने चाहिए नंबर 1 मीन वैल्यू नंबर 2 अनसर्टेनिटी संख्या एक कॉन्फिडेंस इंटरवल है जिस पर यह अनसर्टेनिटी आधारित होती है हम इसके महत्व और कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में चर्चा करेंगे तो एक आँकड़े के लिए कुछ मान्यताओं हैं यहां 95 प्रतिशत कॉन्फिडेंस इंटरवल है इसका मतलब है महत्व स्तर 100 माइनस 5 प्रतिशत बराबर है 95 प्रतिशत यह महत्व स्तर है इसके व्यापक अर्थ को हम जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और नार्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते समय विस्तार से समझे गए इसके साथ ही हम कॉन्फिडेंस इंटरवल महत्व स्तर और सांख्यिकीय के अन्य मेज़रमेंट मापदंड जो महत्वपूर्ण हैं के बारे में भी चर्चा करेंगे तो मोटे तौर पर कॉन्फिडेंस इंटरवल एक प्रकार का आश्वासन है कि हम जो कुछ भी यहाँ बता रहे है वह मुख्य है और यह हमारी अनसर्टेनिटी है हम इसे 95 प्रतिशत आत्मविश्वास से बता रहे हैं 100 प्रतिशत आत्मविश्वास कभी नहीं होता यह अनसर्टेनिटी की विशेषता है या यह आँकड़ों की विशेषता है की हमारे पास इतना आत्मविश्वास स्तर भी है मैकेनिकल मेज़रमेंट में 99 प्रतिशत आत्मविश्वास का स्तर भी हो सकता है और माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग तथा नैनो मैन्युफैक्चरिंग में तो यह कॉन्फिडेंस लेवल कुछ समय तो 99997 है जिन्हें 6 सिग्मा के रूप में जाना जाता है इसलिए हमें यह बताना होगा कि हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है जिसमें हम समग्र रूप से काम कर रहे हैं इसलिए यदि आप 95 प्रतिशत आश्वस्त हैं तो क्या आपको प्रभावित करता है यदि आप 90 प्रतिशत आश्वस्त हैं तो क्या प्रभाव है यदि आप 99 प्रतिशत हैं प्रभाव क्या है तो हम कुछ समय के लिए क्या कह सकते हैं कि यह 90 प्रतिशत पर महत्वपूर्ण है लेकिन 99 प्रतिशत नहीं 90 प्रतिशत कॉन्फिडेंस इंटरवल का अर्थ है हम 90 प्रतिशत आश्वस्त हैं की डेटा महत्वपूर्ण है 99 प्रतिशत पर यह नहीं हो सकता है हम इस पर चर्चा करेंगे जब हम नार्मल कर्वे बनायेगे तो अनसर्टेनिटी की कुछ विशेषताएं हैं जो इसे पूर्ण रूप या निरपेक्ष रूप से दी जा सकती हैं तो यह दोनों तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है निरपेक्ष शब्द का अर्थ है वास्तव में अनसर्टेनिटी मीन वैल्यू में कुछ जोड़ना या घटाना है मान लिजिये मैं कुछ साधन की ऊंचाई की गणना करते हूँ जैसे मुझे इस कलम की ऊंचाई बतानी है यह लगभग 150 मिमी हैतो वास्तव में यह प्लस माइनस कुछ हो सकती है यानि यहाँ मुझे कहना हो 150 मिमी प्लस या माइनस 05 मिमी तो यह मीन वैल्यू है यह हमारी अनसर्टेनिटी है जो मैंने इससे एप्सिलॉन लिखा है सापेक्ष रूप से मैं यहां प्रतिशत मान सकता हूं तो यह कहा जा सकता है की 150 मिमी प्लस माइनस इस की लम्बाई हो सकती है तो 150 का 05 क्या होगा यह वास्तव में डेल्टा L भाग L है यहाँ L लंबाई है और हम वास्तव में यहाँ प्रतिशतता निकल रहे है जोकि होगी डेल्टा L भाग L गुना 100 और होगी 33 आप निरपेक्ष रूप से देख सकते हैं अनसर्टेनिटी उसी इकाई में है जिसके सापेक्ष में यह प्रतिशतता में है तो एरर को एक बार फिर से याद करते है हमने इसे 2 प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया था सिस्टेमेटिक एरर और रैंडम एरर सिस्टेमेटिक एरर में सामान तरीके से इस्तेमाल करने पर वही एरर होता है यहाँ हम बता रहे हैं कि सामान तरह से किसी उपकरण का उपयोग करके एक ही एरर वैल्यू का आना ऐसा क्यों बात यह है कि यदि यह प्रदान किया जाता है कि अन्य सभी स्थितियां समान हैं उपकरण समान है प्रयोगात्मक समान है और पर्यावरण स्थितियां समान हैं तो एरर वैल्यू का मान समान होगा उदाहरण के लिए 5 वोल्ट अंतिम वैल्यू है अगर 51 51 51 512 के परिणाम आते है तो यह एक सिस्टेमेटिक एरर है रैंडम एरर ऑब्जर्वेशन पर निर्भर करता है हर बार पूर्णत उसी एरर को न दे पाना इसकी असमर्थता है जोकि शायद पर्यावरण में आये बदलाव उपकरण में आये बदलाव या इन में से किसी भी कारण से हो सकती है परन्तु बात ये है की एरर रैंडम और बिखरा हुआ है ये कुछ इस तरह है 51 511 482 495 532 और ये ही रैंडम एरर है वह एरर जो मीन वैल्यू के आस पास रैंडम रीडिंग्स दे उसे रैंडम एरर कहते है यहाँ पर हमे अनियंत्रित चर के प्रभाव देखने को मिल जाते है इस के लिए कुछ निश्चित कारण हो सकते है जैसा की हमने पहले भी कहा था की एरर अनसर्टेनिटी होता है न की गलती गलती किसी तरह की लापरवाही किसी वस्तु को नज़रअंदाज़ करना या पर्यावरण में अंतर होना जब हम एक उपकरण को किसी दूसरे प्रयोग में इस्तेमाल करते है जैसे की मान लो की हम किसी कंपनी का वेर्निएर कैलिपर का इस्तेमाल करते है किसी उपकरण की रीडिंग्स लेने के लिए और उसी वेर्निएर कैलिपर का इस्तेमाल हम किसी दूसरी रीडिंग लेने में करते है जबकि इस रीडिंग में मेज़रमेंट का स्केल अलग है ये एक तरह की लापरवाही होगी जिसको हम गलती कहा सकते है अगर हम उस डेटा को बनाये जिसको हम सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए इस्तेमाल कर सकते है यहाँ यह महत्वपूर्ण है की डेटा जितना हो सके उतना सटीक होना चाहिए तो एरर अनसर्टेनिटी के बराबर होती है प्रयोग करने से पहले गणना में हुए गलतिया या मेज़रमेंट में हुई ग़लतिओं को सुधर लेना चाहिए मापी गयी वैल्यू मीन वैल्यू प्लस एरर होती है ये मीन वैल्यू सबसे सही अनुमान है x के मेज़रमेंट का और डेल्टा x का मेज़रमेंट अनसर्टेनिटी या एरर का

एरर सापेक्ष या प्रतिशत एरर हो सकता है हम यहाँ कुछ और तरह के एरर की भी चर्चा करेंगे जैसे हमने सिस्टेमेटिक एरर और रैंडम एरर की चर्चा की थी सिस्टेमेटिक एरर शायद इन कारणों से भी हो सकता है गलत तरह से की गयी कैलिब्रेशन उपकरण का गलत इस्तेमाल या स्थिति में परिवर्तन उदाहरण के लिए तापमान में वृद्धि प्रयोग में हुए परिवर्तन या इन सभी कारणों से हो सकता है जबकि रैंडम एरर उन आंकड़ों में आये परिवर्तन हो सकता है जिन पर हम काम कर रहे है इसलिए एरर को हम इन प्रकार से प्रस्तुत कर सकते है सापेक्ष एरर और प्रतिशत एरर मैंने अभी गणना की है प्रतिशत एरर में प्रति यूनिट मीन वैल्यू एरर की जो बराबर है सापेक्ष एरर गुना 100 के ये एरर प्रति मीन वैल्यू गुना 100 वास्तव में प्रतिशतता है सही में हमारे पास वास्तविक वैल्यू नहीं है हमारे पास वास्तविक वैल्यू के कुछ अनुमान है और इन पर ही हमे काम करना होगा मान लीजिये हमारे पास तीन वैल्यूज है जिनके लिए एरर कुछ इस प्रकार है x के लिए डेल्टा x y के लिए डेल्टा y और z के लिए डेल्टा z तो अंतिम परिणाम होगा x प्लस y प्लस z आपको क्या लगता है की एरर इस प्रकरण में क्या होंगे हमे इसी गुण को देखना है की अधिकतम एरर क्या हो सकता है हमे पता है डेल्टा x डेल्टा y और डेल्टा z के साथ प्लस माइनस होता है तो ऊपरी सीमा की अधिकतम वैल्यू को देखने के लिए एरर को हमेशा जोड़ा जाता है और इसके अलावा अब्सोलुटे वैल्यूज को जोड़ा जाता है इसलिए मैं कह सकता हूं कि समग्र एरर के लिए डेल्टा r जोकि समकक्ष है डेल्टा x प्लस डेल्टा y प्लस डेल्टा z के मान लेते है की वैल्यूज है 5 प्लस माइनस 01 6 प्लस माइनस 03 और 7 प्लस माइनस 04 तो r का मान होगा 5 प्लस 6 प्लस 7 जोकि है 18 आप इससे लम्बाई कहा सकते है तापमान हमे नहीं दिया है तापमान अनुपात स्केल पर नहीं बल्कि इंटरवल स्केल पर होता है इसलिए तापमान के संदर्भ में हम तापमान को सीधे जोड़ नहीं सकते हमे ये नहीं बोल सकते की अगर किसी वस्तु का तापमान 25 डिग्री और दूसरी वस्तु का तापमान 10 डिग्री है तो उन दोनों को साथ में रखने पर उनका तापमान 35 डिग्री हो जायेगा क्योकि ऐसा संभव नहीं है इसलिए क्योकि तापमान इनटर्वल स्केल है जबकि लम्बाई या ऊंचाई दोनों को सीधे जोड़ा जा सकता है तो अधिकतम एरर क्या होगा यहाँ अधिकतम एरर 01 प्लस 03 प्लस 04 होगा जोकि है 08 तो डेल्टा r को मैं प्लस माइनस 08 के समकक्ष रख सकता हूँ आगे हम बात करेंगे गुणनफल और भागफल की क्या होगा जब आप एरर सांख्य को गुना या भाग देते है मैं वो ही वैल्यू ले लेता हूँ जोकि थी x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y z प्लस डेल्टा z तो गुना करने पर परिणाम होगा x गुना y गुना z और यहाँ डेल्टा r होगा x प्लस माइनस डेल्टा x या y प्लस माइनस डेल्टा y या z प्लस माइनस डेल्टा z अगर हम बात करते है एरर के जोड़ की तो यह क्या होगा इस के जोड़ को हम ऐसे कहा सकते है डेल्टा r बट्टे r और इसे हम समीकरण 1 मान सकते है तो समीकरण 2 और समीकरण 3 होगी डेल्टा y बट्टे y और डेल्टा z बट्टे z यह फिर से हमारी ऊपरी सीमा है तो क्या होगा अगर हम एरर को किसी एक निरंतर सांख्यकांस्टेंट से गुना करेंगे यदि परिणाम बराबर है किसी कांस्टेंट वैल्यू A गुना x के तो एरर कांस्टेंट गुना अब्सोलुटे एरर के सामान होगा तो क्या यह ठीक है की अब्सोलुटे एरर A गुना डेल्टा x होगा जब भी हम एरर के बारे में बात करते हैं तो एरर अधिकतर अब्सोलुटे ही होता हैं इसलिए हम यहाँ कांस्टेंट की अब्सोलुटे वैल्यू रख सकते है फिर चाहे मूल वैल्यू कुछ भी हो तो क्या होगा यदि आप वर्ग या घन या किसी संख्या को कुछ संख्या में रखते हैं उदाहरण के लिए यदि r बराबर है x पॉवर n के है तो रिलेटिव एरर के एक्सपोनेंट गुना होगा यहाँ हम केवल रिलेटिव एरर को लेंगे तो डेल्टा r बट्टे r बराबर होगा n गुना डेल्टा x बट्टे x के अब हमे क्या करना चाहिए हमे जरुरत है एरर को ज्ञात करनी की और आपने उपकरण को ठीक करने की इस तरह का सुधार जो की उपकरण में किया गया है स्थैतिक करेक्शन के रूप में जाना जाता है अगर यह सिर्फ जोड़ा या घटाया जाता है तो यह प्रकृति में योगात्मक है और अगर यदि यह गुणक है हम इसे करेक्शन फैक्टर कहते हैं अधिकांश समय हम जो यंत्र उपयोग कर रहे हैं वह लीनियर किस्म का हैं तो हम स्थैतिक करैक्शन का इस्तेमाल करेंगे न की करैक्शन फैक्टर का करैक्शन फैक्टर को गुना किया जाता है जबकि स्थैतिक करैक्शन को उसके चिह्न को ध्यान में रख कर जोड़ या घटाया जाता है कुछ और उदाहरण देखते है जैसे अगर ये मीटर वाल्टमीटर पढ़ता है तो उदाहरण सांख्य 1 में वाल्टमीटर पर रीडिंग वाल्ट पढ़ी जाएगी तो प्रश्न सांख्य 1 है की स्थैतिक एरर क्या होगा प्रश्न सख्य 2 है की स्थैतिक करेक्शन क्या होगा याद रखिये की स्थैतिक कनेक्शन उपकरण के लिए होता है उस स्थैतिक करेक्शन का मान ज्ञात कीजिये जो हम उपकरण में शामिल कर इस में जोड़े ताकि हर बार हमे उसे उपकरण में न जोड़ना पड़े तो कभी कभी स्थैतिक करेक्शन या करेक्शन फैक्टर सॉफ़्टवेयर में दिया जाता है जैसे की मशीनिंग के दौरान फाॅर्स की गणना करने के लिए उपयोग किये गए सॉफ्टवेयर में स्थैतिक करेक्शन पहले ही जोड़ा होता है फाॅर्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वोल्टेज में वह वोल्टेज तब न्यूटन में परिवर्तित हो जाता है और निर्धारित सीमा के लिए करेक्शन फैक्टर दिया गया होता है जैसे इस सीमा के लिए आप कृपया 15 लागू करें क्योंकि स्थैतिक करेक्शन योगात्मक होता हैं हमें इसे खोजने की आवश्यकता है तो अगर मैं तीसरी रीडिंग या परिणाम लेता हूं यानि डेल्टा r उपकरण की रीडिंग अर्थात मीन वैल्यू माइनस रीडिंग तो वह ट्रू वैल्यू होगी जोकि बराबर है 1275 माइनस 12743 और हमे उत्तर में मिलेगा 007 वाल्ट यह एक सकारात्मक वैल्यू है और हम इसमें करेक्शन फैक्टर को जोड़ सकते है फिर चाहे जो भी वैल्यू हो इसलिए जब हमें स्थैतिक करेक्शन पर काम करना होगा स्थैतिक करेक्शन को मीन वैल्यू से घटाया जा सकेगा क्योंकि आप जानते हैं कि क्या यह सकारात्मक साइन है आप देख सकते हैं कि वाल्टमीटर रीडिंग ट्रू वैल्यू से अधिक है इसलिए मैंने यहाँ सकारात्मक चिह्न दिया है तो स्थैतिक करेक्शन जो डेल्टा c द्वारा दर्शाया गया है और इस का मान है 0007 वाल्ट तथा स्थैतिक एरर का मान है 007 वाल्ट जब कभी भी वाल्टमीटर इस्तेमाल होगा तो यह मीन वैल्यू होगी जो कुछ ऑब्जर्वेशन से प्राप्त की गयी होगी तो हमे पता है की ट्रू वैल्यू क्या है और मीन वैल्यू क्या है तो अगर हम इनका अंतर ले तो यह स्थैतिक एरर होगा और स्थैतिक एरर में नेगटिव स्थैतिक करेक्शन है जैसे की उदहारण सांख्य 1 में दिया गया है चलिए एक उदाहरण और लेते है मान लीजिये की मेरे पास तापमान को मेज़र के लिए एक थर्मामीटर है इस थर्मामीटर पर रीडिंग है 10266 डिग्रीज फ़ारेनहाइट और हमे स्थैतिक करेक्शन दिया गया है जोकि है 026 डिग्री फ़ारेनहाइट अब हमे ट्रू वैल्यू निकालनी है और हमारे पास क्या कुछ है ये हमारी थर्मामीटर रीडिंग है जोकि Rm के बराबर है तो हम ट्रू वैल्यू इस प्रकार निकल सकते है Rm माइनस डेल्टा R जोकि है 10266 माइनस 026 यानि 10240 फ़ारेनहाइट इसे तरह हम काफी उदाहरण हल कर सकते है आगे हम बात करेंगे टाइप A और टाइप B अनसर्टेनिटी की तो यह जानना बहुत जरुरी है की टाइप A और टाइप B अनसर्टेनिटी क्या है टाइप A अनसर्टेनिटी संख्य्तामक अनसर्टेनिटी है जोकि मेज़रमेंट की गणना के लिए दी गयी इनपुट से सम्बंधित है यदि गणना करने वाले व्यक्ति के पास उपलब्ध ऑब्जर्वेशन डाटा पर आधारित मान कर गणना की गयी है तो टाइप A अनसर्टेनिटी उन प्रयोगों के कारण है जो हमने हमारे पास मौजूद डेटा के आधार पर किये है अगर अनसर्टेनिटी टाइप A प्रकार की नहीं है तो यह स्पष्ट है की अनसर्टेनिटी टाइप B हो सकती है जिस पर हमने विचार नहीं किया था जो एक फैक्टर नहीं माना था जिसे हम नियंत्रित कर रहे हैं और हम टाइप B अनसर्टेनिटी पर ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं तथापि टाइप A अनसर्टेनिटी महत्वपूर्ण है अगर कोई सांख्यिकीय विश्लेषण करनी है तो अनसर्टेनिटी टाइप A होनी चाहिए टाइप A अनसर्टेनिटी उपकरण के कारण प्रेक्षक के कारण या प्रायोगिक स्थितियो के कारण भी हो सकता है ज्यादातर रैंडम अनसर्टेनिटी टाइप A के प्रकार की होती है तो कई बार टाइप A अनसर्टेनिटी के मेज़रमेंट लेन पड़ता है और हर बार इसकी विशेषताएँ बनानी पड़ती है यह अनसर्टेनिटी बहुत सारे मापों में औसत से कम हो जाती है परन्तु यह कभी भी हटाई नहीं जा सकती इसलिए हम कॉन्फिडेंस इंटरवल शब्द का इस्तमाल करते है क्योकि कभी भी रैंडम एरर में 100 प्रतिशत विश्वास नहीं हो सकता टाइप B अनसर्टेनिटी वे अनसर्टेनिटी है जो रैंडम नहीं होती और समय के साथ दोराही जा भी सकती है और नहीं भी इसलिए कई बार ये सिस्टेमेटिक अनसर्टेनिटी भी होती है तो एक उत्तम दर्जे का उपकरण टाइप A और टाइप B दोनों ही अनसर्टेनिटी पर काम कर सकता है कैलिब्रेशन टाइप A अनसर्टेनिटी को मेज़र और टाइप B को कम करने दोनों के लिए होता है परन्तु हमेशा ही कुछ मात्रा तो अनसर्टेनिटी की उपकरण में रहती ही है और ये ज्यादातर टाइप B अनसर्टेनिटी यानि सिस्टेमेटिक ही होती है इसके कुछ उदाहरण हो सकते हैं जैसे कि थर्मल स्टेबिलिटी अगर मैं कोई विशेष मामला लेता हूं जिसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों ही सिस्टम तापमान के प्रति संवेदनशील हैं उदाहरण के लिए स्ट्रेन गेज जो मेटल फॉयल के प्रतिरोध पर निर्भर करता है स्ट्रेन गेज में प्रतिरोध तापमान पर निर्भर करता है और अगर हम स्ट्रेन गेज के आसपास का तापमान बदलते हैं तो आउटपुट में स्ट्रेन को गलत तरीके से बदलने पर तापमान भी बदल जाएगा इसलिए स्ट्रेन गेज में तार हमारे लिए उपकरण है यहां तापमान में हुए बड़े बदलाव को संभालने के लिए कहीं तरीके इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं यह तरीके तापमान कि नुकसान भरपाई करते हैं इनके साथ साथ कुछ अवशिष्ट गैर नुकसानदायक प्रभाव भी होते हैं इस तरह की अनसर्टेंटी को हम टाइप A अनसर्टेंटी कहते हैं तो टाइप B अनसर्टेनिटी के उदहारण वह सभी होंगे जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर रहे हैं जैसे की हिस्टैरिसीस जब भी हम कभी किसी स्प्रिंग को लोड या अनलोड करते हैं कुछ इसी प्रकार हिस्टैरिसीस होती है वास्तव में यहां कुछ लोड लगाया गया है जिसकी दिशा यहां दिखाई गई है और यह लोड बढ़ रहा है तब इस लोड को स्केल पर अंकित किया जा सकता है स्केल पर यह ट्रू एप्लाइड लोड होगा अगर लोडिंग और अनलोडिंग को ग्राफ पर दर्शाया जाए तो लोड के बढ़ने और घटने को स्पष्ट देखा जा सकता है इस प्रकार का एरर जो लोडिंग या अनलोडिंग के कारण उत्पन्न हुआ हो उसे टाइप B एरर कहते हैं यह कोई रेंडम एरर नहीं बल्कि हमेशा स्थित रहता है इसीलिए यह एक सिस्टमैटिक एरर है पाठ्यक्रम के अगले हिस्से में हम सिस्टमैटिक करेक्शन के प्रभाव को देखेंगे जब मेज़रमेंट की प्रक्रिया में सिस्टमैटिक इफेक्ट को पहचान और मेज़र कर लिया जाता है तो उसे गणितीय मॉडल में ठीक कर लिया जाता है